नमस्कार मेकेनोबायोलॉजी का परिचय पाठ्यक्रम के पहले व्याख्यान में आपका स्वागत है तो मेकेनोबायोलॉजी क्या है जैसा कि नाम से पता चलता है कि आपके पास एक मेकेनो और एक जीव विज्ञान घटक है मेकेनो शब्द संकेत देता है कि इसमें कुछ मात्रा में जीव विज्ञान में यांत्रिकी है इसलिए यदि आपको यांत्रिकी को तोड़ना है तो इसे मैं 2 शब्दों में तोड़ सकता हूं मैकेनिक प्लस बायोलॉजी तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कैसे आप भौतिकी या यांत्रिकी को जीव विज्ञान के प्रासंगिक समझते है और कैसे आप भौतिकी को जीव विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं तो क्यों भौतिकी जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है इसलिए जिनोमिक्स की शुरुआत से ही आपके पास हजारों जीन जो कि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं उनकी जानकारी का अभिगम हैलेकिन यह प्रोटीन हमेशा कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं और आपके पास एक स्थानिक अस्थायी विनियमन है इसलिए जहां वह मौजूद है और जहां वो स्थानिक है या जिसके साथ वह परस्पर प्रभाव डालते हैं और जिन प्रक्रियाओं की मध्यस्थता करते हैं वह सभी महत्वपूर्ण हैं हमारे विचार का पुनर्निर्माण करने के लिए कैसे यह प्रोटीन विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं में भाग ले सकती हैं ठीक है तो चलिए एक सरल उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं आप अपने इम्यूनोलॉजी अध्ययन से यह भली भांति जानते हैं आपके पास न्युट्रोफिल्स जैसी कोशिकाएं है जो बैक्टीरिया की तरह विदेशी काय को खा जाती हैं इसलिए अगर अब आप यूट्यूब पर जाते हैं और बैक्टीरिया को खाने वाली न्यूट्रोफिल कोशिकाओं के संबंधित वीडियोस ढूंढते हैं तो अनेकों प्रकार के चलचित्र आपके सामने आएंगे ठीक है आप उनमें से किसी एक को आरंभ कीजिए तो अब आप क्या देखते हैं की कुछ तस्वीरें ऐसी है जिनमें आपके पास न्यूट्रोफिल है एक छोटा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ आरबीसी नामक रक्त कोशिकाएं उपस्थित है तो यह है वह न्यूट्रोफिल और यह है वह बैक्टीरिया अब अगर आप इस चलचित्र को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यह फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है इसलिए आप क्या पाएंगे कि इन चलचित्रों में ना तो बैक्टीरिया की स्थिति ना ही न्यूट्रोफिल्स की स्थिति तय होती है बल्कि आप पाएंगे कि बैक्टीरिया भागने या पलायन की कोशिश करता है और न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया का अनुसरण करती है इसलिए असल में यह प्रक्रिया ऐसी जान पड़ती है कि एक पुलिस चोर का पीछा कर रही है ठीक है तो आखिर में यह प्रक्रिया कैसे होती है यहां ऐसा पता चलता है कि न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया की उपस्थिति को महसूस कर लेता है और यह रसायन अनुसरण नामक प्रक्रिया को प्रेरित करता है बैक्टीरिया कुछ सांकेतिक प्रोटीन नामक रसायनों को बाहर भेजता है जिन्हें न्यूट्रोफिल द्वारा महसूस किया जाता है और न्यूट्रोफिल उस रसायन क्षेत्र की दिशा में गति करती है तो रसायन अनुसरण प्रक्रिया से न्यूट्रोफिल के कोशिकीय आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं इसलिए इस प्रक्रिया में अनेकों गतिकी और यांत्रिकी शामिल हैं जो जैविक प्रक्रियाओं में भली भांति भाग लेती हैं इसलिए संक्षेप में मेकेनोबायोलॉजी एक अंतः विषय क्षेत्र है ठीक है

यहां पारंपरिक जीववैज्ञानिक के लिए संबंधित प्रश्न यह हो सकता है कि कौन से अणु काम कर रहे हैं या महत्वपूर्ण हैं लेकिन एक भौतिकवैज्ञानिक के लिए यह प्रश्न एक जीवाणु के आकार को ना लेकर बल्कि जिसका आकार या लक्ष्य आकार गोल है जिसकी आमतौर पर लंबाई 1 से 2 माइक्रोन होती है एक भौतिकशास्त्री यह रुचि लेता है कि लक्ष्य आकार महत्वपूर्ण है या नहीं और यह मानता है कि यह महत्वपूर्ण ही होगा लेकिन अगर आप फेगोसाइटोसिस को लंबे समय तक देखते हैं तो आप पाएंगे कि बैक्टीरिया को या जीवाणु को इस दिन या या प्रारूप में न्यूट्रोफिल द्वारा खाया नहीं जाता बल्कि कुछ इस तरीके का प्रारूप देखने को मिलता है जैसे न्यूट्रोफिल उसे बाहर फेंकता है उसे आवरित करता है और धीरे धीरे उसे अपना ग्रास बना लेता है ठीक है इसलिए फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया में जो लक्ष्य आकार सामने आता है वास्तव में वही दिलचस्प होता है

यहां आप यह भी पूछ सकते हैं या आपके दिमाग में यह प्रश्न भी आ सकता है कि फेगोसाइटोसिस के लिए कितने बल की आवश्यकता है एक प्रयोग के दौरान एक वेसिकल को देखें और न्यूट्रोफिल द्वारा होने वाले फेगोसाइटोसिस गतिकी का अध्ययन करें तब आप समझ पाएंगे कि यह वेसिकल के आकार पर निर्भर है और वेसिकल का आकार और साथ ही साथ उसकी कठोरता पर या दूसरे शब्दों में कहें की वेसिकल की बजाए अगर आपके पास एक पॉलीस्टाइरीन की गोली है तब फेगोसाइटोसिस गतिकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न होगी ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें एक बहुत बड़ी गोली को लिया जाए तो एक बिंदु पर आकर न्यूट्रोफिल गोली को नहीं लेगी और फगोसाइटोसिस विफल हो जाएगा आप यह भी सोच रहे होंगे कि इस परिरोध का क्या प्रभाव होगा परिरोध से मेरा क्या तात्पर्य है इन वीवो या प्राकृतिक रूप से यहां कोई खाली जगह नहीं होती यही समान प्रक्रिया अतिरिक्त कोशिकीय मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में जिनके 1 से 30 माइक्रोन तक के आकार के छिद्र होते हैं वहां होती है तो वास्तव में यह प्रक्रिया कैसे होगी जब इस मैट्रिक्स में एक कोशिका के समक्ष एक जीवाणु होगा और वहां परिरोध द्वारा कोशिका को उसे असल में खत्म करना होगा किसी के दिमाग में यह भी प्रश्न हो सकता है कि कैसे यह रसायन अनुसरण प्रक्रिया प्रकाशित होती है

अब प्रश्न यह है कि कैसे कीमोकाइंस सांद्रता महत्व रखती है इस विषय में कि कितनी जल्दी यह प्रक्रिया पूरी होती है अब आप यहां संरचना और कार्य के मध्य संबंध को समझने के लिए मेकेनोबायोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं अगर अब आप एक उदाहरण ले कि एक पक्षी है और उसके पंख की हड्डियों को देख रहे हैं आपके सामने उसकी एक संरचना होगी हड्डी का वह हिस्सा निरंतर होगा या दूसरे शब्दों में कहें कि वहां कोई छेद नहीं दिखाई देगा परंतु ऊपर दिए गए चित्र में मैंने जिस प्रकार इसे बनाया है इसमें छेद हैं तो आप क्या देखते हैं कि यह एक मधुकोश की संरचना जैसा है पक्षी क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसके पंख की हड्डियां मजबूत भी हो और एक समय पर हल्के वजन की भी हो ठीक है अब यहां दो उद्देश्य हैं जो एक दूसरे के सामने हैं यह है कि आमतौर पर हम ज्यादा सामान के साथ अधिक मजबूती से जुड़े रहते हैं लेकिन अगर वह सामान बहुत अधिक मात्रा में है और मजबूत भी है लेकिन भारी भी है तो वह वास्तव में पक्षी के उड़ने की क्षमता से समझौता करेगा इसलिए एक अन्य उदाहरण है लेकिन संरचना और कार्य अंततजुड़े हुए हैं

यदि आप एक अन्य अनुप्रयोग के बारे में सोचें तो मैं आपको सेल सॉर्टर के बारे में बताऊंगा सेल सॉर्टर क्या है सेल सॉर्टर क्या करता है आपने FACS के बारे में जरूर सुना होगा सही Fluorescence Assisted Cell Sorting ठीक है तो यह FACS क्या करता हैअगर आपके पास दो प्रकार की कोशिकाओं की आबादी है जहां सतह चिन्ह विभिन्न है तो आप उन विशिष्ट उप जनसंख्या को चिन्हित कर सकते हैं जिनके बिल्कुल विभिन्न सतह चिन्ह प्रदर्शित होते हैं तो मैं इन कोशिकाओं की आबादी को चुनने के लिए प्रतिदीप्ति का उपयोग कर सकता हूं हालांकि यह प्रक्रिया तब काम करेगी जब मुझे सतह चिन्ह की रूपरेखा के बारे में पता हो लेकिन अगर आपको सतह चिन्ह रूपरेखा के बारे में कोई जानकारी ना हो तब बजाय इसके आपके पास वह सूचना है जो उसकी विरूपता से संबंधित है अब एक उदाहरण के रूप में यह जाने कि कैंसर में जहां कोशिका की आबादी होती है उसे CTCs कहते हैं यह एक संक्षिप्त रूप है सर्कुलेटिंग ट्यूमर कोशिका का यह बहुत कम मात्रा में होती है यह है रक्त कोशिकाओं के सामने बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है अब प्रश्न यह है कि आप कैसे सर्कुलेटिंग ट्यूमर कोशिकाओं को पृथक करेंगे तो यहां एक प्रक्रिया है जिसको कोई भी लेखक या शोधकर्ता एक रणनीति की तरह उपयोग में लाता है जहां कोशिकाओं की आबादी को पृथक किया जाता है वह भी उनकी विरुपता और आकार के आधार पर तो अब मैं यह कह सकता हूं कि इसके लिए मेरे पास एक युक्ति या यंत्र है तो यह है युक्ति चित्र में देखें युक्ति में स्तंभ है जहां आप इनके माप इनके व्यास और इन के मध्य रिक्त स्थान को बदल सकते हैं यह रिक्ति कम होती जाती है अगर मैं आगे चलकर इनके मध्यम रिक्त स्थान को कम कर दूं दूरी को कार्य मानते हुए अब आप यह माने की दो बड़ी कोशिकाओं की आबादी है तथा 2 कोशिकाओं की कल्पना करें यह एक कोशिकी आबादी बहुत बड़ी और कठोर है इसका मतलब यह बहुत अधिक वीरूपित नहीं है और एक अन्य बहुत ही छोटी और कोमल है जिसे आप अन्य कोशिकीय आबादी के रूप में लें दोनों आबादियों को आकार एवं कठोरता के आधार पर देखा जा रहा है इसलिए आप उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जहां क्षैतिज रुप से इनको प्रवाहित किया जाता है अब यह मानिए कि इनका आकार या कहें कि इनका व्यास r1 r2 और r3 है यहां आपके पास 3 परत है अगर s1 छोटी है r1 से और यह कोशिका कठोर है तो फिर पहली परत में आबादी समाहित हो जाएगी इसी प्रकार दूसरी परत में मध्यवर्ती आबादी होगी जो दूसरी आबादी की तरह समाहित होगी और तीसरी परत जो की सबसे छोटी होगी वह प्रवाहित हो जाएगी तो यह तरीका है जिससे अनेकों आबादियों में से किन्ही आबादी को पृथक किया जा सकता है अगर इनकी विरुपता और आकार प्रायोगिक रूप से अलग अलग है ठीक है

संक्षिप्त रूप में कहें तो मेकेनोबायोलॉजी एक विद्या का ऐसा क्षेत्र है जहां कोशिका ऐसे बलों का पता लगाती है उन्हें संशोधित करती है एवं प्रतिक्रिया देती है जो इन वीवो परिस्थितियों में उत्पन्न हुए हैं

कैसे यह बल प्रेषित होते हैं और कैसे कोशिकाओं और ऊतकों के यांत्रिक गुणों के साथ कोशिका और ऊतकों के कार्य सहसंबंधित होते हैंऔर विभिन्न रोग ग्रस्त संदर्भ में इन गुणों को कैसे बदला जा सकता है तो यह क्षेत्र शरीर विज्ञान के साथ साथ रोगों के लिए भी प्रासंगिक है यह एक समग्र और अंतः विषय क्षेत्र है जो जीव विज्ञान रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से निकला है तो पाठ्यक्रम के संबंध में आप क्या समझेंगे इसलिए हमारा ध्यान अब मेकेनो पारगमन के बायोफिजिकल एवं बायोइंजीनियरिंग पहलुओं पर होगा

अब हम यह देखेंगे कि कैसे एक कोशिका के द्वारा भौतिक बल महसूस किया जाता है एवं यह उप कोशिकीय बायोकेमिस्ट्री को कैसे बदलता है और पूरे कोशिका के व्यवहार को कैसे बदलता है हम यह भी देखेंगे कि कैसे कोशिका के यांत्रिक गुणों को मापने और उनके हेरफेर के लिए नई इंजीनियर तकनीकों का उपयोग होता है हम स्टेम सेल के विनियमन में मेकेनो पारगमन की क्या भूमिका है पर विचार करेंगे

रोगों में कैंसर के बारे में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं धमनी काठिन्य जैसे तीन उदाहरण

यह पाठ्यक्रम अनुसंधान उन्मुख है

मैं फिर से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि यह पाठ्यक्रम अनुसंधान उन्मुख है इसका ज्यादातर भाग अनुसंधान लिपियों से प्राप्त किया गया है जिसे आप डाउनलोड एवं पढ़ सकते हैं इसलिए समग्र पाठ्यक्रम में करीब 20 अनुसंधान कागजों को पढ़ लेंगे एवं किसी कोशिका जीव विज्ञान की किताब के बराबर उदाहरण के तौर पर ब्रूस अल्बर्ट कार्प एवं लोडिश या कोई भी मैं यहां कुछ अधिक वर्तमान जीव विज्ञान की किताबों का भी संदर्भ देना चाहूंगा जिन्हें भौतिक दृष्टिकोण से लिखा गया है जिनमें से एक है फिजिकल बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय Rob Philips Kondev एवं Julie Theriot यह बहुत अच्छी संदर्भित किताबें हैं आकलन के आधार पर आपके पास 25 साप्ताहिक कार्य से एवं शेष 75 आखिरी परीक्षा से है इसके अलावा अधिकतर प्रश्न अनुसंधान लिपियों पर आधारित होंगे मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करता हूं अगर आप अनुसंधान लिपियों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप इस पाठ्यक्रम का पालन नहीं कर पाएंगे इसलिए ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान पेपर पढ़ें जिन्हें आपको अब pubmedcom से डाउनलोड करना होगा

इसलिए जैसे जैसे हम व्याख्यान के अंत में जाएंगे मैं आपको पढ़ने योग्य असाइनमेंट दूंगा और यह पढ़ने योग्य असाइनमेंट अनेकों अनुसंधान पेपर से संबंधित होंगे इसी के साथ मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं और इसके विषय में आगे और भी पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं जिससे आपको मेकेनोबायोलॉजी के क्षेत्र के परिचय से अवगत करा सकूं